तो जब कोई यांत्रिक अभियंत्रण बताता है हर किसी के दिमाग में तुरंत जो आता है वह केवल गियर होता है क्योंकि इन गियर्स ने औद्योगिक क्रांति के दिनों में बड़ी क्रांति ला दी है तो १८५७ में जब औद्योगिक क्रांति हुई या उससे ठीक पहले क्या हुआ कि लोग एक आरपीएम को बदलने की कोशिश कर रहे थे इसका मतलब है कि एक ड्राइव से दूसरे RPM तक वे कमी को बढ़ाना चाहते थे वे RPM को बढ़ाना चाहते थे दूसरी बात वे अपने टॉर्क को बढ़ाना चाहते थे इसलिए वे कई तरीकों की प्रतीक्षा कर रहे थे पहले उन्होंने बिना दांतों के अलग अलग पहियों पर जाली लगाने की कोशिश की फिर पता चला कि बहुत फिसलन है तो वे फिसलन को रोकना चाहते थे फिर उनके पास पहले ये दांत थे शुरू में उनके पास केवल ३ या ४ दाँत थे जो दूसरे पहिये के साथ थे जहाँ उनके ३ या ४ दाँत थे तब उन्हें एहसास हुआ कि ये 3 या 4 हमारी मदद नहीं करने वाले हैं फिर उन्होंने परिधि के चारों ओर दांत बनाना शुरू कर दिया और एक बार उन्होंने पहिये की परिधि के चारों ओर ये दांत बनाए और फिर जब उन्होंने इसे लगाना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि एक सकारात्मक ड्राइव है इसलिए तब लोगों ने गियर गियर प्रोफाइल गियर ज्योमेट्री को समझना और खेलना शुरू किया और तब उन्हें एहसास हुआ कि वे कई और आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं या वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गियर डिज़ाइन में संशोधन कर सकते हैं तो गियर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो इस व्याख्यान में हम विषय परिचय को पूरा करने का प्रयास करेंगे फिर गियर शब्दावली स्पर गियर की त्रुटि कई गियर हैं तो इसमें से स्पर सबसे आम और सरल गियर है इसलिए हम स्पर गियर के बारे में बात करते हैं फिर गियर तत्वों का मापन फिर गियर निरीक्षण की समग्र विधि ये ऐसे विषय हैं जिन्हें हम इस व्याख्यान में शामिल करेंगे हस्तांतरण प्रणाली में गियर मुख्य तत्व हैं जैसा कि मैंने कहा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आपको शक्ति संचारित करनी होगी तो गियर मुख्य तत्वों में से एक है जिसका उपयोग इसके लिए किया जाता है यह कहने की जरूरत नहीं है कि गति और पावर गियर के कुशल हस्तांतरण को पूरी तरह से डिज़ाइन किए गए रूपरेखा और आयामों की पुष्टि करनी चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहिया की शुरुआत में एक गियर में परिवर्तित हो गया यह एक गियर में परिवर्तित हो गया इसलिए जब यह एक गियर में परिवर्तित हो जाता है तो यह एक गियर टूथ होता है और यह गियर टूथ विभिन्न स्थानों पर रखता है और उनकी ज्यामिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यदि चित्रकारी से लेकर उत्पादन तक में कोई छोटा भेदभाव या विसंगति है तो जो कुछ भी दक्षता थी वह काफी गलत संरेखण में चली जाएगी और गियर रन आउट होने से कंपन बकबक शोर और बिजली की हानि होगी

कई बार जब हम देखते हैं कि जब हम बाइक चलाते हैं या जब हम कार या कोई अन्य यंत्र चलाते हैं तो हम बहुत अधिक ध्वनि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो यह ध्वनि और कुछ नहीं बल्कि कंपन है तो यह बकवास हो सकता है यह शोर हो सकता है तो ये सभी चीजें हो सकती हैं यदि कोई मिसलिग्न्मेंट और गियर रन आउट हो जाता है जो वहां है दूसरी ओर थ्रेडेड घटकों को विनिमेयता की संपत्ति को संतुष्ट करने के लिए कड़े गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए आज हम बाजार में जा सकते हैं और हम कुछ विनिर्देश और सीधे गियर द्वारा दे सकते हैं यदि ये गियर प्लास्टिक से बने होते हैं तो ये गियर पीतल की धातुओं या पीतल की तरह बने होते हैं इसे स्टील से बनाया जा सकता है तो आप सीधे बाजार में जाते हैं और कहते हैं कि ये वे विनिर्देश हैं जिनकी मुझे एक गियर की आवश्यकता है तो आप उन गियर्स को बाजार में प्राप्त कर सकते हैं इसका मतलब है कि विनिमेयता की अवधारणा को गियर में अच्छी तरह से पेश किया गया है गियर दांतों के सबसे सामान्य रूप इनवॉल्यूट और साइक्लॉयड हैं गियर के प्रमुख प्रकार हैं स्पर गियर हेलिकल गियर बेवल गियर स्पाइरल गियर और वर्म गियर ये सबसे आम हैं और इसके अलावा आपके पास हेरिंगबोन है तो कई अन्य गियर हैं लेकिन हमारी चर्चा के लिए हम इन 5 गियर और विशेष रूप से स्पर गियर की ओर देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह सबसे आम गियर है जिसका उपयोग किया जाता है तो ये गियर टूथ निर्माण कैसे होते हैं वे इनवॉल्यूट और साइक्लॉयड रूपों का पालन करते हैं

जब हम स्पर गियर के बारे में बात करते हैं तो यह एक विशिष्ट स्पर गियर होता है यह एक बेलनाकार आकार का गियर होता है जिसमें दांत अक्ष के समानांतर होते हैं यह वह धुरी है जिस पर दांत अक्ष के समानांतर चल रहे हैं यह आवेदन की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला गियर है और इसे बनाना सबसे आसान है बहुत सी गियर वाली ट्रेनें स्पर गियर का उपयोग करती हैं ठीक है तो यह सबसे आम गियर है और इन गियर्स में बहुत सारी अंतर परिवर्तनशीलता अवधारणा का पालन किया जा सकता है अगला एक पेचदार गियर है हेलिकल गियर और स्पर गियर में केवल एक ही बदलाव होता है आप देखते हैं कि सेंटर एक्सिस के संबंध में गियर टूथ प्रोफाइल कोण में बदलाव है तो यह एक बेलनाकार आकार का गियर है जिसमें हेलिकॉइड दांत होते हैं पेचदार गियर स्पर गियर की तुलना में अधिक भार उठा सकते हैं और अधिक चुपचाप काम करते हैं तो यहाँ इस गियर की तुलना में क्योंकि यह लंबे समय तक दूसरे दांतों के संपर्क में आ सकता है तो यह भारी भार ले सकता है दूसरी बात यह है कि यह सीधा नहीं है एक कोण संपर्क पर है तो यह बहुत चुपचाप भी काम कर सकता है स्पर और हेलिकल के बीच का अंतर वह कोण है जिससे दांत गढ़ा जाता है तो यह उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जहां भी आप बहुत भारी लोड ट्रांसमिशन चाहते हैं और एक शांत काम करते हुए हम पेचदार गियर के लिए जाते थे इस गियर का मुख्य नुकसान अक्षीय जोर बल पेचदार रूप के कारण होता है अक्षीय जोर बल होता है तो वह इस साथी को शाफ्ट से बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो पेचदार रूप के कारण अक्षीय जोर बल इसे एक ऑपरेशन के दौरान संभालना थोड़ा मुश्किल बनाता है इसलिए जब आप असेंबली बनाने की कोशिश कर रहे हों तो आपको स्पर गियर की तुलना में अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा हेरिंगबोन गियर हेरिंगबोन गियर आप हेरिंगबोन देखते हैं ठीक है तो यह मछली की हड्डी की तरह है दोनों तरफ यह एक बेलनाकार आकार का गियर होता है जिसमें दांत अक्ष के समानांतर होते हैं दांत अक्ष के समानांतर हैं यह अनुप्रयोग की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला गियर है और इसे बनाना भी आसान है निर्माण में आसान कृपया इसकी तुलना स्पर गियर और पेचदार गियर से न करें यह थोड़ा जटिल है लेकिन फिर भी हेरिंगबोन गियर का निर्माण करना आसान है और इसमें बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जहाँ आप अधिक टॉर्क संचारित करना चाहते हैं हम भी इसके लिए जाते हैं वर्म गियर यह एक गियर है और यहां एक हेलिक्स है जिसे बनाए रखा जाता है तो यह हेलिक्स इस हेलिक्स से मेल खाना चाहिए इसलिए हम एक अक्ष से शक्ति संचारित करने का प्रयास करते हैं और जो दूसरी धुरी के लंबवत है तो वर्म गियर जोड़ी जालीदार वर्म और वर्म व्हील का नाम है इसे वर्म व्हील कहा जाता है और इसे वर्म कहा जाता है एक उत्कृष्ट विशेषता यह है कि यह एक जाल में एक बहुत बड़ा गियर अनुपात प्रदान करता है आम तौर पर जब हम 1 से 40 के बारे में बात करते हैं इसलिए यदि आप इसे 40 बार घुमाते हैं तो हो सकता है कि यह गियर एक बार घूमे तो एक उत्कृष्ट विशेषता यह है कि यह एक ही जाल में बहुत बड़ा गियर अनुपात प्रदान करता है यह एक शांत और सुचारू संचालन प्रदान कर सकता है हेरिंगबोन स्पर गियर और हेलिकल गियर की तुलना में हस्तांतरण दक्षता अपेक्षाकृत खराब है और लोग इसे सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं क्योंकि स्पर गियर में यदि आप उदाहरण के लिए क्रेन बनाना चाहते हैं तो आप एक दिशा में घूमना शुरू कर देंगे क्रेन वजन को ऊपर खींचती है और फिर मान लीजिए कि आप चाहते हैं एक बिंदु पर ताला फिर हम हमेशा स्पर गियर और हेलिकल गियर के बजाय वर्म गियर के लिए जाना पसंद करते हैं

यह एक बेवल गियर है तो बेवल गियर इसे देखो तो यहाँ एक अक्ष है यहाँ एक अक्ष है ठीक है ये गियर आमतौर पर शाफ्ट को एक दूसरे से वांछित कोण पर जोड़ने के लिए होते हैं तो यहाँ मैंने केवल लंबवत रखा है लेकिन यदि आप अधिक बारीकी से देखते हैं तो यह निश्चित कोण है यह निश्चित कोण है लेकिन यहाँ मैंने जानबूझकर इसे 90 डिग्री के रूप में खींचा है शाफ्ट एक ही तल में या भिन्न तल में स्थित हो सकते हैं शाफ्ट एक ही सतह में या अलग अलग सतह बेवल गियर में स्थित हो सकते हैं तो बेवल गियर का उपयोग इन 2 अक्षों के बीच के कोण पर शक्ति या गति संचारित करने के लिए भी किया जाता है हाइपोइड गियर ये गियर बेवल गियर के समान हैं लेकिन 2 जोड़ने वाली शाफ्ट की धुरी प्रतिच्छेद नहीं करती है यहां यह उदाहरण के लिए प्रतिच्छेद करता है यदि मैं अधिक विशिष्ट होना चाहता हूं तो यह यहाँ प्रतिच्छेद करता है लेकिन यहाँ यह कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा वे घुमावदार दांत ले जाते हैं जो अन्य सामान्य प्रकार के बेवल गियर से मजबूत होते हैं और चुपचाप चल रहे होते हैं तो हमारे पास यह हाइपोइड गियर है ये गियर मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल के रियर एक्सल में पाए जाते हैं इसका मतलब है कि मूल रूप से ट्रक तो रियर एक्सल हमारे पास होगा तो इसे हाइपोइड गियर कहा जाता है तो अगर हम गियर शब्दावली को देखना शुरू करते हैं तो पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वह है पिच सर्कल पिच सर्कल वह है जो दांत के बीच से होकर गुजरता है पिच सर्कल है पिच सर्कल के ऊपर दांतों के चेहरे तक यदि आप एक को खींचने की कोशिश करते हैं तो उस वृत्त को परिशिष्ट वृत्त कहा जाता है तो यह एक पिच सर्कल है जो एक वृत्त है जो चेहरे शीर्ष दांत के चेहरे दाएं या हाँ दांत के चेहरे से होकर गुजरता है तो इसे परिशिष्ट कहा जाता है और पिच सर्कल के नीचे जड़ से आधार तक को परिशिष्ट समर्पण कहा जाता है तो इसे परिशिष्ट वृत्त कहा जाता है इसे समर्पण वृत्त कहा जाता है आपके पास सही समतल दांत नहीं हो सकते हैं इसलिए हम क्या करते हैं हम हमेशा वक्रता रखने की कोशिश करते हैं ठीक है और इस वक्रता में यह भी होगा कि एक वक्र है और फिर आपके पास आधार पर एक वक्र भी है इसलिए अगर तेज़ कोने हैं तो ये तनाव बिंदु होने जा रहे हैं तो यह जाएगा यह एक असफल होने जा रहा है तो इस त्रिज्या को पट्टिका त्रिज्या कहा जाता है जो दांतों के नीचे दी जाती है यदि आप त्रिज्या के प्रारंभ बिंदु और आधार के बीच एक वृत्त खींचने का प्रयास करते हैं जिसे निकासी कहा जाता है अर्थात प्रत्येक दांत पर मोटाई होती है तो इसे दांत की मोटाई कहा जाता है तो दाँत की मोटाई तब होती है जब दाँत यह एक पार्श्व होता है तो फ़्लैंक जब यह बीच के पिच सर्कल व्यास से गुज़रता है तो एक चेहरे से दाँत फ़्लैंक दूसरे चेहरे से फ़्लैंक करता है उस मोटाई को दाँत की मोटाई कहा जाता है तो दांत पर सपाट भाग को ऊपरी भूमि और चौड़ाई को चेहरे की चौड़ाई कहा जाता है जो कुछ भी मैंने इसे फ्लैंक कहा यह वह फ्लैंक है जो वहां है और यह एक चेहरा है जो वहां है तो निचली भूमि यह निचली भूमि है निचली भूमि यह भाग है इसे निचली भूमि कहा जाता है इसे शीर्ष भूमि कहा जाता है तो दाँत के ऊपर या दाँत के नीचे तो यह दाँत है तो 2 दांतों के बीच एक अंतराल होता है जिसे अंतरिक्ष की चौड़ाई कहा जाता है जिसे यहां से यहां तक की जगह की चौड़ाई कहा जाता है इसे चौड़ाई स्थान कहा जाता है तो मैंने सभी को पूरा किया है निकासी वृत्त समर्पण वृत्त परिशिष्ट वृत्त पिच सर्कल ठीक यह एक पिच सर्कल है फिर दांतों की मोटाई उनके आकार की चौड़ाई चेहरे की चौड़ाई ऊपर की भूमि और निचली भूमि और दाँत के मुख को कहा जाता है ये शब्दावली हैं अब यदि आप इसे बहुत करीब से देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें बहुत सी जटिल ज्यामिति शामिल है और मशीनिंग के माध्यम से इस ज्यामिति को उत्पन्न करते हुए हम हमेशा इनवॉल्यूट की अवधारणा का उपयोग करने का प्रयास करते हैं जिसका अध्ययन हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब टूल और कार्यवस्तु के बीच 2 मेशिंग होती है जिसे हम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं या आप इन दरार को बीच में काटने के द्वारा इसे उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं तो गियर शब्दावली आपको इस सभी शब्दावली को समझना होगा यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए जब आप यहां देखते हैं तो ज्यामिति में बहुत सारी शब्दावली में जटिलता होती है तो और यह गियर संपर्क में यांत्रिक हैं इसलिए जब 2 वस्तुएं संपर्क में यांत्रिक होती हैं तो समय की तुलना में टूट फूट होने वाली है तो यह टूट फूट त्रुटि की ओर ले जाती है

तो एक स्पर गियर में हुई त्रुटि वैसे यदि आप वापस जाते हैं और इसे देखते हैं तो मैंने केवल स्पर गियर के संबंध में जो शब्दावली तैयार की है यदि केंद्र अक्ष के संबंध में एक छोटा झुकाव है यदि केंद्र अक्ष और दांत के बीच एक छोटा झुकाव या छोटा कोण है उदाहरण के लिए आपको कहा जाता है यदि यह कोण पर है तो इस कोण को कहा जाता है हेलिक्स कोण इस हेलिक्स कोण पर आपके पास बेवल गियर होगा तो बेवल गियर में ज्यामिति थोड़ा जटिल है हेरिंगबोन अधिक जटिल है हाइपोइड गियर बहुत अधिक जटिल है तो प्रत्येक और सब कुछ के लिए गियर शब्दावली समान है लेकिन यह कोण के संबंध में भिन्न होता है और आपके पास हमेशा सामान्य के संबंध में विभिन्न कोण होते हैं तो जो त्रुटि आम तौर पर होती है या गियर ब्लैंक रन आउट एरर ब्लैंक क्या होता है गियर बनाने से पहले कच्चे माल को बेलनाकार पहिया या बेलन में काट दिया जाता है इसे बेलन के रूप में काटा जाता है तो उस बेलन को ब्लैंक कहा जाता है जिसे बाद में मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान गियर में बदल दिया जाएगा फिर से विनिर्माण गियर किया जा सकता है एक पीछे के आकार के रूप में जब हमारे पास गियर होनिंग जैसी प्रक्रियाएं होती हैं तो हमारे पास कई और प्रक्रियाएं होती हैं जब इसे एक के रूप में आप मिलिंग मशीन द्वारा कर सकते हैं मिलिंग मशीन में हम क्या करते हैं कि हम एक अनुक्रमण तंत्र का उपयोग करने का प्रयास करते हैं ताकि गियर ब्लैंक एक कोण पर अनुक्रमित हो और रुक जाए और फिर आप इस दांत को काटने और उत्पन्न करने के लिए एक क्षैतिज मिलर मिलिंग कटर का उपयोग करें इसलिए यदि रिक्त स्थान में कोई रन आउट होता है इसका मतलब है आधार कहने के लिए तो आप भी त्रुटि की ओर ले जाते हैं गियर मशीनिंग गियर ब्लैंक पर की जाती है जो शायद कास्ट या जाली भाग या ढलाई के बाद आमतौर पर मशीन होती है ताकि आप इसे सही आयाम तक पहुंचा सकें रिक्त स्थान पर भूमिगत प्रारंभिक मशीनिंग होगी यह बाहरी व्यास O D और दो किनारों के बाहर है तो जब आप इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास कुछ है यह एक ब्लैंक है तो हम पहले जो प्रयास करते हैं हम इस व्यास को बनाए रखने की कोशिश करते हैं बाहरी व्यास OD और फिर हम इसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं ये किनारे हैं ये वे किनारे हैं जहां गियर हैं कभी कभी किनारे पर इस पर होता है तो वह भी करना पड़ता है प्रारंभिक मशीनिंग में त्रुटि के कारण रिक्त स्थान पर OD सतह पर रेडियल रन आउट हो सकता है इसलिए जब आप किसी गियर की मशीनिंग कर रहे हों तो इससे त्रुटि हो सकती है गियर टूथ प्रोफाइल त्रुटि ये त्रुटियां आदर्श टूथ प्रोफाइल से वास्तविक टूथ प्रोफाइल के विचलन के कारण होती हैं हो सकता है कि अनुक्रमण के साथ कोई समस्या हो या कटर के साथ कोई समस्या हो अत्यधिक प्रोफ़ाइल त्रुटि के परिणामस्वरूप संबंधित दांतों या बैकलैश के बीच घर्षण होगा प्रतिक्रिया क्या है जब 2 गीयर एक दूसरे के साथ मिलते हैं या एक दूसरे के साथ जाल करते हैं वे घुमाने की कोशिश करते हैं जब आप आगे की दिशा में घूमते हैं तो वे एक गंतव्य बिंदु पर पहुंच जाएंगे और फिर हमने इसे वापस ले लिया है यह प्रारंभ बिंदु है और यह अंत बिंदु है यह आगे है तो यहाँ से यहाँ तक यह लौटते समय चला जाता है मान लीजिए कि यह यहाँ रुक जाता है इसका मतलब है कि एक प्रतिक्रिया है यह 2 मशीन गियर के बीच त्रुटि के कारण हो सकता है यह या तो संबंधित गियर के बीच घर्षण हो सकता है या बैकलैश हो सकता है जिससे गियर टूथ प्रोफाइल त्रुटियां हो सकती हैं फिर गियर टूथ त्रुटि इस प्रकार की त्रुटि या तो टूथ थिकनेस त्रुटि या टूथ अलाइनमेंट त्रुटि टूथ सिंगल टूथ का रूप ले सकती है एक गियर में एकल ज्यामिति को दांत के रूप में कहा जाता है कई दांत को एक साथ रखने से टूथ गियर दांत बनता है पिच सर्कल के साथ मापी गई दांत की मोटाई में बड़ी मात्रा में त्रुटि हो सकती है तो पिच सर्कल कहां है यदि आप वापस जाते हैं तो यह एक पिच सर्कल है जब आप इसे पिच सर्कल के संबंध में मापते हैं तो एक त्रुटि होगी फिर पिच त्रुटि पिच में त्रुटि को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता पिच क्या है एक दांत से अगले दांत के बीच की दूरी एक पिच है ठीक है पिच में त्रुटि को विशेष रूप से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है जब गियर ट्रांसमिशन सिस्टम से मशीन स्लाइड या कुल्हाड़ियों के लिए बहुत उच्च स्तर की स्थिति सटीकता प्रदान करने की उम्मीद की जाती है पिच त्रुटि या तो एकल पिच त्रुटि या संचित पिच त्रुटि हो सकती है इसका मतलब है कि कई दांत ठीक है तो आइए अब हम एक साधारण समस्या को हल करने का प्रयास करें और देखें कि हम इसे कैसे करते हैं तो मॉड्यूल 3 पिचों के 40 दांत वाले स्ट्रेट स्पर गियर के लिए स्थापना की गणना करें मॉड्यूल 3 पिचों के 40 दांतों वाले गियर के लिए वर्नियर की स्थापना w width of teeth T no of teeth m module दांत की गहराई h m h 3 h 3042 mm तो गियर तत्वों को मापने के विभिन्न तरीके क्या हैं इसलिए पहले हम रन आउट को मापने की कोशिश कर रहे हैं तो गियर रन आउट के मामले में गियर प्रोफाइल की गोलाई से बाहर होने के कारण गियर की धुरी के माध्यम से रेडियल का परिणाम होता है तो एक केंद्र है तो केंद्र में एक बदलाव है तो गियर की धुरी का रेडियल थ्रो गियर प्रोफाइल की गोलाई से बाहर होने के कारण रन आउट टॉलरेंस कुल स्वीकार्य रन आउट है इसलिए रन आउट भी जब हम निर्दिष्ट करने का प्रयास करते हैं हम टॉलरेंस रन आउट टॉलरेंस में भी निर्दिष्ट करने का प्रयास करते हैं जब हम असेंबली के बारे में बात करते हैं तो हमने रन आउट टॉलरेंस के बारे में भी बात की तो हम इसे कैसे करते हैं हमारे पास एक डायल गेज है जिसमें एक जांच के शीर्ष पर एक समूह है तो इसे रन आउट प्रोब कहा जाता है जो और कुछ नहीं बल्कि एक गेंद है तो गेंद या तार बेलन के साथ तो यह इसके ऊपर आराम है इसके साथ हम डायल संकेतक पर विक्षेपण का पता लगाने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि रन आउट क्या है एक एकल जांच यह जांच करती है कि यह एक एकल जांच के साथ एक संकेतक का उपयोग करता है जिसका व्यास फ्लैंक के संपर्क में आता है तो यह एक किनारा है इसलिए जब भी आप यह गियर माप या चूड़ी माप करते हैं तो आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास जो कुछ भी ज्ञात संदर्भ है वह दोनों तरफ आराम करना चाहिए पिच सर्कल व्यास के क्षेत्र में आसन्न दांतों के फ्लैंक के संपर्क में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह यहीं कहीं मिल जाए इसे पिच सर्कल के क्षेत्र में मिलना है इसका मतलब है पिच सर्कल में कहने के लिए यह पिच सर्कल व्यास PCD आप 2 जांच का भी उपयोग कर सकते हैं दूसरी जांच विधि यह है कि हम एक डायल इंडिकेटर रखने की कोशिश करते हैं जो एक हाथ से जुड़ा होता है तो यह हाथ एक तरफ के बीच में घुमाया जाता है एक गियर के दांतों के संपर्क में आता है दूसरा पक्ष डायल गेज के डायल बॉटम के संपर्क में आता है जो इस पर टिकी होती है तो इस एक में यह एक निश्चित अंत है तो यह एक मुक्त छोर है और दूसरा उस दांतों के ठीक विपरीत है हमारे पास एक टूथ प्रोफाइल होगा जिसमें फिर से एक जांच है जो अब तय हो गई है तो यह फिक्स्ड रन आउट प्रोब है यह 2 फिक्स्ड रन आउट प्रोब है एक स्थिर है दूसरा मुक्त है और जब गियर संपर्क में आता है तो यह इस पर स्लाइड करता है या इस पर पलता है और विक्षेपण पढ़ा जाता है इसमें जांच में एक स्थिर और एक मुक्त चाल गियर के व्यास के विपरीत दिशा में स्थित होती है और दांत प्रोफ़ाइल के समान स्थित तत्वों के साथ संपर्क बनाती है संकेत की सीमा दो बार है क्योंकि 2 जांच एकल जांच जांच से उत्पन्न होने वाली राशि से दोगुनी है संकेत की सीमा दो बार है यह एक संकेतक है एक एकल जांच से दोगुना है यह 2 जांच है पहली बार जो हमने देखा वह एक एकल जांच थी इन दोनों चीजों का उपयोग रन आउट का पता लगाने के लिए किया जाता है अगर कोई रन आउट होता है तो क्या होगा कि आप कुशलता से बिजली संचारित नहीं कर पाएंगे अगला यह है कि आप पिच को कैसे मापते हैं पिच क्या है पिच कुछ भी नहीं है लेकिन 2 के बीच की दूरी उदाहरण के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पिच कहा जाता है इस वृत्त को पिच सर्कल व्यास कहा जाता है यहां क्या होता है कि ये यंत्र दो के बीच दांतों के क्रमिक जोड़े के साथ जीवा कॉर्डल पिच को मापने में सक्षम होते हैं तो यहाँ एक स्थिर उंगली है तो वह जंग लग जाता है और फिर आपके पास एक डायल गेज है तो यह डायल गेज चलती उंगली पर टिकी हुई है उपकरण में एक स्थिर उंगली और चलती उंगली शामिल है तो इसे P C D के साथ आसन्न दांतों के दो समान सूचकों पर संग्रह किया जा सकता है तो इसके साथ हम क्या करते हैं यदि हम पिच को मापने की कोशिश करते हैं तो यह पिच सर्कल व्यास है और जब भी आप छूने की कोशिश करते हैं तो बेहतर है कि आप हाथ को P C D पर और इस डायल को P C D पर ठीक करने का प्रयास करें ताकि हम इन दोनों को मापने का प्रयास कर सकें फिर दूसरी जांच हमारे पास यह पिच जांच है एक पिच जांच उपकरण अनिवार्य रूप से एक विभाजित मुख्य डायल गेज है जिसमें एक विभाजित सिर होता है जिसका उपयोग पिच भिन्नता को मापने के लिए किया जा सकता है तो यहां आपके पास एक मापने वाला फीलर होगा और फिर यहां आपके पास एक लोकेटिंग पिन होगा जो कि एक पिन है जो यहां स्थित निरीक्षक के रूप में गियर का पता लगाता है इसलिए हर बार जब हम इंडेक्स करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं जब इस इंडेक्स के साथ हम गियर के बाद गियर लेने की कोशिश करते हैं तो हम पिच की जांच करने की कोशिश करते हैं तो यह एक निहाई है और यह एक काउंटर है जो वहां स्थित है तो यह डायल गेज में विक्षेपण को मापने की कोशिश करता है तो यह तय है कि यह चल रहा है तो उसके कारण यहां डायल गेज में एक गति होगी जिसे आप इसे जांचने का प्रयास करते हैं तो पिच जांच उपकरण अनिवार्य रूप से एक विभाजित सिर है जिसका उपयोग पिच भिन्नता को मापने के लिए किया जा सकता है इसमें 2 जांच हैं एक को स्थिर कहा जाता है जो निहाई के साथ होता है दूसरे को गतिमान कहा जाता है एक स्थिर निहाई और दूसरी जंगम जांच यांत्रिक फीलर को बुलाती है तो यह एक ऊपर और नीचे की ओर बढ़ने वाला फीलर है बाद वाला डायल गेज से जुड़ा है गतिमान डायल गेज से जुड़ा है और डायल गेज रीडिंग को पढ़ता है उपकरण दांतों के शिखर पर आराम करने वाले 2 आसन्न समर्थनों द्वारा स्थित है दांतों की शिखा 2 फ्लैंक स्थिर निहाई और लोकेटिंग सपोर्ट के खिलाफ बट गए हैं तो यह एक लोकेटिंग सपोर्ट है तो एक स्थिर है और दूसरा चल रहा है

तो गियर तत्व की माप इसलिए हम गियर प्रोफाइल को मापना चाहते थे इसलिए हम मेट्रोलॉजी के पहले सिद्धांतों का उपयोग करके इसे मापना चाहते हैं तो आइए इस चित्र में पहले समझने की कोशिश करते हैं तो यह आधार वृत्त है आधार वृत्त की त्रिज्या rb दाईं ओर होने वाली है तो यहाँ एक दांत है जिसे हम उलटा उत्पन्न करने जा रहे हैं तो यह rb आधार तक एक बिंदु A पर मिलता है तो अब आप लंबवत AT खींचते हैं तो ए एक बिंदु है जहां यह बेस सर्कल पर है अत यह बिंदु A पर मिलती है अब A'C का प्रक्षेपण करें ठीक है ए निरंतर जब आप उलटा करते हैं तो यह डैश बना रहता है तो अब आपको पता चल गया है कि C1 क्या है आप जानते हैं कि T क्या है जो इसके लंबवत खींचा गया है और प्रतिच्छेद बिंदु C' से A के बीच की दूरी को h1 कहा जाता है तो चलिए इसे लिख लेते हैं तो यह अगले दांतों के लिए है तो यह दांत है A फ़ाई २ तो आपके पास एक ही चीज़ का दोहरा डैश है तो उलटा बदल जाता है यह h 2 है तो आइए इसे लिख लें अत A T और कुछ नहीं बल्कि आधार वृत्त की स्पर्श रेखा है इसलिए जब इन्वलूट वक्र को पिण्ड कोण φ1 से घुमाया जाता है तो सही इनवॉल्यूट प्रोफाइल का बिंदु C1 लंब स्पर्श रेखा AT पर होता है ऐसा है कि आधार वृत्त त्रिज्या पिण्ड कोण रेडियन में इसी तरह हमारे पास किसी भी पद के लिए वास्तविक माप गेज के लेखनी के खिलाफ गियर को घुमाकर किया जाता है ताकि गेज शून्य पढ़ सके अब इसलिए मैं इसे पूरी तरह से लिखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एक बार जब आप समझ जाते हैं और सराहना करते हैं तभी आप गियर माप करने की कोशिश कर सकते हैं जहां तक गियर का संबंध है 2 चीजें हैं एक यह है कि आपको गियर के दांतों की मोटाई का पता लगाना है और दूसरी ऊंचाई है तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं तो यही है तो यहाँ क्या होता है सैद्धांतिक रूप से वे पता लगाते हैं और प्रयोगात्मक रूप से पता लगाते हैं कि क्या कोई त्रुटि है अब गियर को एक छोटे कोण या वृद्धि द्वारा घुमाया जाता है जैसे कि 1 ° या 1 रेडियन बढ़ता है यह उपयोगकर्ता द्वारा सटीक आवश्यकता की स्तर पर निर्भर करता है प्रोफाइल में त्रुटि की गणना गेज और सही रीडिंग सैद्धांतिक द्वारा मापी गई वास्तविक रीडिंग की तुलना करके की जाती है उदाहरण के लिए यदि पिंड कोण 1° है तो त्रुटि होगी वास्तविक पढ़ना तो अगला विषय गियर टूथ कैलिपर के साथ माप होगा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम दांतों की मोटाई को मापने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आप यहां देखें तो दांत लगभग कुछ इस तरह का होगा तो आप यहां देखते हैं कि यह अलग अलग है इसलिए हमारे लिए दांतों की मोटाई को सीधे मापना बहुत मुश्किल है तो हम क्या करते हैं कि हम इसे मापने के लिए गियर टूथ कैलिपर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं उसके लिए भी हमें थोड़ी सी शब्दावली को समझना होगा और यह पता लगाना होगा और कार्यप्रणाली के साथ आना होगा कि आप दांतों की मोटाई का पता कैसे लगाते हैं तो यहाँ दाँत की मोटाई क्या है

अब तक हम जो कर रहे थे वह हम एकल दांतों के लिए माप रहे थे अब हम दांतों के एक समूह को मापने का प्रयास करेंगे तो जिसके लिए हम टूथ स्पैन माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं अब तक हमने केवल एक दांत किया है अब कुछ 3 4 दांत लेंगे और फिर टूथ स्पैन माइक्रोमीटर जिसे फ्लैंज माइक्रोमीटर भी कहा जाता है का उपयोग करके कई दांतों पर जीवा दूरी को मापकर दांतों की मोटाई मापने का प्रयास करें तो माप आधार स्पर्शरेखा विधि पर आधारित है तो अब आइए एक आधार स्पर्शरेखा विधि देखें इस मामले में दांतों की मोटाई कई दांतों पर जीवा दूरी को मापकर मापी जाती है तो हम देख सकते हैं कि यदि एक सीधी जनरेटर लाइन A B C को रोल किया जा रहा है तो यह एक वृत्त है यह एक आधार वृत्त के साथA B C लुढ़का हुआ है फिर इसके सिरे एक इनवॉल्यूट प्रोफाइल का पता लगाते हैं जो कुछ भी नहीं है लेकिन और

AC इनवॉल्यूटस की उत्पत्ति के बीच बेस सर्कल की चाप लंबाई

अब यदि हमारे पास पिच पर N दांतों की संख्या और लंबाई A C वाला गियर है इस पिच पर A C पिच सर्कल जो दांतों की संख्या से मेल खाती है जिसे टूथ स्पैन कहा जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है Then AC pitches अत AC द्वारा अंतरित कोण यहाँ दाब कोण का एक उलटा फलन है

तो हम क्या करते हैं हम एक गियर लेने की कोशिश करते हैं एक और गियर लेने का प्रयास करें यह उलझा हुआ है तो यह दूसरी बात है इसलिए हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जो C पर जाती है जो नीचे जाती है तो इस बिंदु को C कहा जाता है और इसे A कहा जाता है और यह B नामक एक वृत्त को छूता है और यह O है यह है और यह इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल है जो L पर मिलता है यह केंद्र A C है तो अब मैं इसमें शामिल होता हूं जो कुछ भी नहीं है लेकिन और मैं यहाँ एक लंब बनाता हूँ जो और कुछ नहीं बल्कि दाब कोण है तो यह पिच सर्कल PCD है यह बेस सर्कल है और इसी तरह यह PCD है और यह बेस सर्कल है मैं 2 बेस सर्कल ले रहा हूं मैं 2 अलग अलग गियर ले रहा हूं मैं इसे मेश करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैंने एक स्पर्शरेखा खींची है तो स्पर्शरेखा कुछ भी नहीं है लेकिन A C B जो लंबवत खींची गई है और फिर मैंने इसे खींचने की कोशिश की लेकिन दांत का उलटा कुछ भी नहीं है तो वह C है जो C से होकर गुजरता है और फिर जो आधार वृत्त को L पर मिलता है इसलिए यह कोण जो घटाया जाता है कहलाता है इस त्रिज्या को कहा जाता है और इस त्रिज्या को तक पिच सर्कल कहा जाता है AB जाली में दो गियर के आधार वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है अब हम जानते हैं BC BL BL right angled at B in equation Pressure angle यह है एक रिश्ता क्या है जो दिया जाता है और क्या है हम जानते हैं कि गियर में दाब कोण होता है धन्यवाद